लिमिटस् और फिटस् की प्रणालियों के साथ जारी रखते हैं इसलिए अब हम टेलर के सिद्धांत को देखेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग इस GO गेज और NO GO गेज के लिए किया जाता है GO गेज NO GO गेज ये गेज इंडिकेटर गेज हैं इसलिए यहां हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि घटक ठीक है या नहीं टेलर द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत जिसका उपयोग लिमिट गेजेस के डिज़ाइन में बड़े पैमाने पर किया जाता है न केवल फ़ंक्शन को परिभाषित करता है बल्कि अधिकांश लिमिट गेजेस के फार्म को भी परिभाषित करता है कृपया ध्यान दें न केवल फ़ंक्शन को परिभाषित करता है बल्कि अधिकांश लिमिट गेजेस के फार्म को भी परिभाषित करता है टेलर के सिद्धांत में कहा गया है कि GO गेज मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन की जाँच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो LLH और HLS है तो होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की हायर लिमिट यह एक साथ जाँचना चाहिए कि कई संबंधित डाइमेंशंस हैं जैसे कि राउंडनेस साइज लोकेशन और अन्य संभावित चीजें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन की जांच करनी चाहिए जब आप दो मेटिंग सतहों के लिए मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन कहते हैं तो यह LLH और HLS सही है इसे भी एक साथ कई संबंधित डाइमेंशंस की जांच करना चाहिए इसका मतलब है कि मैं एक घटक पर एक होल लेने की कोशिश करता हूं और फिर मैं एक गेज लेने की कोशिश करता हूं तो यह एक GO गेज है इसलिए जब मैं GO गेज सम्मिलित करता हूं तो मुझे सभी विशेषताओं जैसे कि राउंडनेस साइज लोकेशन के साथ साथ मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन के लिए सभी की जांच करनी चाहिए NO GO गेज को मिनिमम मैटेरियल कंडीशन या मिनिमम मेटल कंडीशन की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो HLH या LLS है सही है इसलिए इसे एक बार में एक डायमेंशन की जांच नहीं करनी चाहिए इसलिए प्रत्येक डायमेंशन के लिए एक अलग GO गेज की आवश्यकता होती है इसे एक बार में केवल एक डायमेंशन की जांच करनी चाहिए पिछले मामले में इसे यथासंभव संबंधित डाइमेंशंस की एक साथ जांच करनी चाहिए लेकिन यहां एक समय में केवल एक डायमेंशन की जांच करनी चाहिए इस प्रकार प्रत्येक अलग अलग डाइमेंशंस के लिए एक अलग NOT GO या NO GO गेज आवश्यक है इंस्पेक्शन के दौरान के GO पक्ष इसलिए मूल रूप से हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम इस तरफ GO गेज लेने की कोशिश कर रहे हैं यह पक्ष NO GO गेज होगा इसलिए दो गेज होने के बजाय यह प्लग गेज हो सकता है या यह स्नैप गेज हो सकता है या यह प्लंजिंग प्रकार हो सकता है जो बस होल के अंदर धकेल सकता है और देख सकता है यह छोटे एस्पेक्ट रेश्यो होल के लिए जाँच कर सकते हैं यदि आपके पास एक बड़ा एस्पेक्ट रेश्यो होल है इसका मतलब है कि मैनड्रिल की लंबाई बड़ी होगी तो इसे भी चेक किया जा सकता है जब इसे धकेल दिया जाता है ज्योमैट्रिक पैरामीटर के लिए चेक करने के लिए तो एक पक्ष GO होगा एक पक्ष NO GO होगा आपके पास हमेशा स्वतंत्र गेज हो सकते हैं लेकिन उनको बनाए रखना एक समस्या होगी इसलिए दोनों गेजों को बनाए रखना एक समस्या होगी इसलिए लोग एक सुंदर विचार के साथ बाहर आए हैं आइए हम एक तरफ GO एक तरफ NO GO लेते हैं GO गेज यह एक साथ कई विशेषताओं या यथासंभव अधिक जानकारी की जांच करने की कोशिश करेगा यहां यह एक बार में केवल एक की जांच करेगा इंस्पेक्शन के दौरान गेज के GO पक्ष को होल में प्रवेश करना चाहिए या गेज के वजन से शाफ्ट के ऊपर से पास करना चाहिए अनुचित बल का उपयोग किए बिना यदि आप एक होल के लिए जाँच कर रहे हैं तो NO GO गेज साइड प्रवेश या पास नहीं होना चाहिए एक गेज के GO पक्ष का बेसिक या नॉमिनल साइज LLH या HLS की पुष्टि करता है HLS क्या है शाफ्ट की हायर लिमिट ठीक है चूँकि यह मैक्सिमम मेटल कंडीशन के लिए जाँच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसके विपरीत NO GO गेज का बेसिक या नॉमिनल साइज HLH या LLS से मेल खाता है क्योंकि इसे मिनिमम मैटेरियल कंडीशन की जाँच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो टेलर के सिद्धांत का उपयोग GO गेज और NO GO गेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है तो GO गेज एक तरफ होगा NO GO गेज दूसरी तरफ होगा GO गेज एक साथ राउंडनेस साइज और साथ ही मैक्सिमम मैटेरियल कंडीशन की जांच करेगा NO GO गेज एक समय में केवल एक डायमेंशन की जांच करने की कोशिश करेगा और इसका उपयोग मिनिमम मेटेरियल कंडीशन की जांच के लिए किया जाएगा यहां यह जाँचना उचित है कि चूंकि GO प्लग का उपयोग एक साथ एक होल के एक से अधिक डायमेंशन की जांच करने के लिए किया जाता है GO प्लग गेज पूरी तरह से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और होल की पूरी लंबाई के लिए होना चाहिए तो मान लीजिए कि आपके पास एक होल है तो आपके पास एक होल है और यदि आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक GO गेज है तो यह GO गेज होल में पूरी तरह से प्रवेश करना चाहिए और इसे दूसरी तरफ से बाहर आना चाहिए तो केवल तब आप होल के साइज और साइज की जांच करने का प्रयास कर सकते हैं यह एक होल है और यह आपका GO गेज है अब क्या संकेत है GO गेज को पूरी लंबाई तक जाना चाहिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास GO गेज है और अगर आपके पास कोई NO GO गेज है तो स्वाभाविक रूप से दृश्य पहचान से क्या होगा आप देख सकते हैं कि GO साइड हरे रंग का होगा NO GO रंग में लाल होगा तो मान लीजिए कि अगर पेंट छिल गया या आप लेखन को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो अगली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वह है GO गेज हमेशा लंबा होगा NO GO गेज छोटा होगा इंस्पेक्शन के दौरान यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर स्ट्रेटनेस या राउंडनेस में कोई कमी है राउंडनेस क्या है यह एक सिलेंडर सेक्शन है और जब आप इस हिस्से को देखने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ जो देखते हैं वह एक होल की राउंडनेस होने वाला है GO गेज की पूर्ण प्रविष्टि की अनुमति नहीं होगी इस प्रकार यह न केवल किसी भी दिए गए क्रॉस सेक्शन में व्यास को नियंत्रित करता है बल्कि बोर एलाइनमेंट को भी सुनिश्चित करता है मैंने पहले से ही एक घटक को खींचा है आपके पास एक घटक कुछ इस तरह से हो सकता है ठीक है प्रत्येक खंड पर जब आप इसे मापने की कोशिश करते हैं तो यह बिल्कुल 20 प्लस या माइनस 01 मिलीमीटर होगा यह उस रेंज में आएगा लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इस घटक के एलाइनमेंट को देखते हैं तो शाफ्ट पूरी तरह से झुक जाता है इसलिए जब यह बोर के अंदर धकेल दिया जाता है या बोर थोड़ा थोड़ा मिसएलाइनमेंट के साथ ड्रिल किया जाता है तो इस गेज द्वारा पता लगाया जा सकता है इसलिए यह कहा जाता है कि इसको पूरी लंबाई तक जाने की उम्मीद है ठीक यही कारण है कि हमने कहा कि यह एक साथ कई मापदंडों के लिए जांच करेगा हम एक संख्यात्मक हल करने की कोशिश करते हैं ठीक है 25 मिलीमीटर H 8 8 7 ये संख्याएँ हैं जो हमने पहले ही गणना कर ली हैं और हमने यह पता लगाने के लिए यह चेक किया है H 8 होल के लिए साइज की लिमिटस् 25030 मिलीमीटर है लो लिमिट बेसिक साइज के बराबर है f 7 शाफ्ट के लिए साइज की लिमिट हाई लिमिट है यह और यह है फिट होने की जाँच के लिए गेज निर्माताओं की टोलरेंस को ले कर काम करने वाले टोलरेंस डिज़ाइन प्लस गेज और गैप गेज का 10 प्रतिशत होना चाहिए इसलिए हम जो करते हैं वह पहले है हम होल के लिए टोलरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन H L माइनस LL के अलावा कुछ भी नहीं है तो जो 25030 माइनस 25 है जो 003 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है अगला शाफ्ट के लिए टोलरेंस है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 24970 माइनस 24950 है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन 0020 मिलीमीटर है ठीक है अब गैप निर्माताओं की टोलरेंस गैप गेज के लिए 010 प्रतिशत स्वीकार की जाती है 01 गुना 0020 तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 0002 मिलीमीटर है ठीक है चूँकि वर्क टोलरेंस 009 मिलीमीटर से कम है इसलिए अलाउंस को ठीक नहीं माना जा सकता है ठीक है इसलिए अगर हम प्लग अलाउंस प्लग गेज के बारे में बात करना चाहते हैं जो प्लग गेज पर विचार करने के अलावा और कुछ नहीं है तो GO प्लग गेज के डाइमेंशंस 25000 प्लस 0003 के बराबर होगा और जो माइनस 0000 है होल के लिए टोलरेंस HL - LL 25030 - 25 0030 mm शाफ्ट के लिए टोलरेंस 24970 - 24950 0020 mm गेज मेकर्स टोलरेंस गैप गेज के लिए 01 × 0020 0002 mm चूंकि वर्क टॉलरेंस 009 मिमी से कम है इसलिए वेयर अलाउंस पर विचार नहीं किया जा सकता है प्लग गेज GO प्लग गेज के डायमेंशन चूंकि गो प्लग गेज का बेसिक साइज होल की लो लिमिट के बराबर है जो कि मैक्सिमम मेटीरियल कंडीशन है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 25000 मिलीमीटर है NO GO प्लग गेज प्लग गेज का बेसिक साइज 25030 के बराबर है इसलिए NO GO प्लग गेज के डाइमेंशंस 25033 प्लस 0000 माइनस 0003 के बराबर है गैप गेज के लिए सही GO साइड समान होगा जो कि शाफ्ट की मैक्सिमम मेटीरियल लिमिट है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 24970 मिलीमीटर और GO गैप गेज के डाइमेंशंस 24970 प्लस 0000 के बराबर होगा और यह माइनस 0002 मिलीमीटर होगा तो यह गैप गेज के लिए NOT GO साइड या NO GO साइड है यह शाफ्ट की लोअर लिमिटस् लोअर मटेरियल लिमिटस् होने वाली है जो कि 24950 मिलीमीटर है इस प्रकार NO GO गैप गेज के डाइमेंशंस 24950 प्लस 0002 माइनस 0000 मिलीमीटर के बराबर होंगे चूंकि गो प्लग गेज का बेसिक साइज होल की लोअर लिमिट MMC 25000 mm No Go प्लग गेज का बेसिक साइज 25030 mm इसलिए नो गो प्लग गेज 'No Go' Plug Gauge का डायमेंशन mm गैप गेज गो साइड शाफ्ट का MML 24970 mm गो गैप गेज के डाइमेंशंस mm नोट गो साइड शाफ्ट का LML 24950 mm इस प्रकार नो गो गैप गेज का डायमेंशन तो अब यदि आप इस समस्या को देखते हैं तो हम केवल प्लग गेज के लिए हल कर चुके हैं और हमने गैप गेज के लिए भी हल किया है तो यह प्लग गेज के लिए है और हमने केवल उस डेटा के साथ खेला है जो 25030 समस्या में उपलब्ध है और लोअर लिमिटस बेसिक साइज के बराबर हैं तो हमने एक शाफ्ट के लिए H 7 दिया है या f के लिए लिमिटिंग साइज यदि f 7 शाफ्ट यह है और यह है इसलिए इसके साथ हमने करने की कोशिश की है और यह है कि हम किस तरह से GO गेज और NO GO गेज के लिए डाइमेंशंस को जानने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आप परीक्षा में इस तरह की समस्याओं को हल करने की उम्मीद कर सकते हैं इसलिए हम सिर्फ समस्या के इस हिस्से को देख रहे हैं तो यह आप लिमिट को हल करने की कोशिश करेंगे NOT GO प्लग गेज की लिमिट जो कुछ भी नहीं है लेकिन 4000 है तो यह माइनस 00429 होगा और यह प्लस 00390 मिलीमीटर होगा ठीक है शाफ्ट के लिए एक शाफ्ट के लिए GO स्नैप गेज की लिमिटस् निम्नानुसार है सही है तो यहाँ यह किस के लिए हाई लिमिट होगी तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन बेसिक साइज माइनस फंडामेंटल डेविएशन प्लस वेयर अलाउंस है वेयर अलाउंस जो कि 10 प्रतिशत है सही है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 4000 माइनस 0080 प्लस 000063 मिलीमीटर है तो यह 3991937 मिलीमीटर है अगर हम लोअर लिमिटस् लोअर लिमिट के बारे में बात करते हैं जो कि 4000 माइनस 0080 प्लस 000063 प्लस वेयर अलाउंस प्लस गेज अलाउंस के अलावा और कुछ नहीं है तो गेज अलाउंस एक प्लस वेयर अलाउंस प्लस गेज अलाउंस 0063 है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन गेज अलाउंस है तो हमें क्या जवाब मिलता है 3991307 ठीक है तो अब हमें GO गेज GO स्नैप गेज के लिए लिमिट 400 के बराबर है यह यहां माइनस 008693 और माइनस 008063 होगी ठीक है यह स्नैप GO स्नैप गेज के लिए लिमिट है यह वही होगा जो इसके लिए है तो यह माइनस होगा ठीक है तो NO GO गेज की लिमिट आप इसे NO GO स्नैप गेज के लिए हल कर सकते हैं मैं सिर्फ वह उत्तर लिखूंगा जो आप इसे आजमा सकते हैं और हम काम करने का समाधान देंगे यह बहुत समान है तो अभ्यास दोहराया जाएगा तो मैंने सोचा कि मैं सीधे उत्तर 40 लिखूंगा तो यह माइनस 01430 हो जाता है और यह माइनस 01493 मिलीमीटर होगा ठीक है नॉट गो प्लग गेज की लिमिट mm शाफ़्ट के लिए गो स्नैप गेज की लिमिट निम्नानुसार है हाय लिमिट बेसिक साइज - फंडामेंटल डेविएशन वेयर अलाउंस 4000 - 0080 000063 3991937 mm लोअर लिमिट 4000 - 0080 000063 00063 3991307 mm गो स्नैप गेज के लिए लिमिट mm नो गो स्नैप गेज के लिए लिमिट mm और हमने पिछली स्लाइड्स में इस स्पष्टीकरण के लिए पहले से ही आंकड़ा दिया है इसलिए यह हिस्सा इस समस्या में 10 प्रतिशत के वेयर लॉस का ध्यान रखने की कोशिश करेगा जिसे मैंने अब तक नहीं हल किया है वेयर मैंने हल कर दिया है तो यह वेयर लॉस के लिए है तो आपके पास वेयर हो सकता है आप इसे हल कर सकते हैं और फिर आप इसके लिए उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इसलिए इस अध्याय में पुनरावृत्ति करने के लिए हमने जो कुछ भी देखा हमने पहले कुछ मूलभूत अवधारणाओं को देखा फिर हमने देखा कि इंटरचेंजेबल मूलभूत अवधारणाएं कुछ भी नहीं हैं लेकिन प्रेसीजन एक्यूरेसी इंटरचेंजेबिलिटी जो हमने देखी बाय नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब हमने इंटरचेंजेबिलिटी की अवधारणा को देखा फिर हमने सिलेक्टिव असेंबली को देखा सिलेक्टिव असेंबली का मतलब है कि आप चयन करते हैं या पहले आप कुछ हिस्सों का बिन लेते हैं और फिर आप इसे अलग अलग डाइमेंशंस में क्रमबद्ध करते हैं तो इसके बाद आप भी कई बिन में मेटिंग डाइमेंशंस को क्रमबद्ध करते हैं और फिर प्रत्येक से उठाते हैं और फिर इसे करना शुरू करते हैं फिर हमने टोलरेंस देखना शुरू किया फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्किंग टोलरेंस का क्या प्रभाव है फिर हमने टोलरेंस का वर्गीकरण देखा फिर मैक्सिमम मेटीरियल लिमिट कंडीशन और मिनिमम मैटेरियल कंडीशन देखी तो आप इसे घटाते हैं आप एक टोलरेंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं फिर हम फिटस् में जाते हैं हमें फिटस् की आवश्यकता क्यों है क्योंकि असेंबली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए फिटस् में आपके पास एक मेल और एक फीमेल होगा तो जो टोलरेंस दी जाती है उसके आधार पर मैक्सिमम मैटेरियल और मिनिमम मैटेरियल कंडीशन हो सकती है जिसमें फिटस् के तीन अलग अलग प्रकार हो सकते हैं जैसे कि क्लीयरेंस फिट ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट इसलिए उस स्थिति के आधार पर आप चुन सकते हैं कि आप कौन सा फिट चाहते हैं और फिर हमने उन अलाउंस के बारे में चर्चा की फिटस् से हम अलाउंस के लिए चले गए तो फिर हमने विभिन्न प्रकार के होल बेस सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम को भी देखा वर्तमान में सबसे लोकप्रिय एक होल बेस सिस्टम है ताकि शाफ्ट को होल बेस सिस्टम की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राउंड किया जा सके फिर अंत में हमने लिमिटस् और फिटस् की प्रणालियों को देखा उन सभी चीजों की सभी परिभाषाएं और टेलर के सिद्धांत जिसमें हमने दो चीजों को देखा एक है GO गेज और दूसरे को NO GO गेज कहा जाता है तो आप एक प्लग गेज का उपयोग कर सकते हैं आप एक स्नैप गेज का उपयोग कर सकते हैं तो GO गेज एक शॉट में कई फीचरस् की जांच करने की कोशिश करेगा NO GO गेज एक शॉट में केवल एक ही फीचर की जांच करेगा यह लंबा होगा और यह छोटा होगा इसलिए इसके साथ हम इस अध्याय के अंत में आते हैं इसलिए अब मैं छात्रों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूँगा ठीक है इसलिए मैं जो चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप उन उदाहरणों की पहचान करें ये उदाहरण वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं जिनमें आप क्लीयरेंस फिट इंटरफेरेंस फिट और फिर ट्रांजिशन फिट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो फिर आप क्या करेंगे आप क्लीयरेंस इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन के लिए कुछ उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे और उसको करने के बाद तो आप क्या करेंगे आप एक ही उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे और फिट को क्लीयरेंस से इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस से ट्रांजिशन और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट के संदर्भ में उत्पाद की प्रतिक्रिया क्या होगी यह क्यों दिया गया है यह अभ्यास आपको यह महसूस कराएगा कि फिटस् कितना महत्वपूर्ण है ठीक है अगला मैं वह अनुरोध करुंगा या मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने इरेज़र के लिए एक गेज बनाएं आपको एक क्यूबॉइडल इरेज़र मिलता है इसके लिए एक गेज बनाने की कोशिश करें लंबाई और चौड़ाई की जाँच करने के लिए जब मैं गेज कहता हूं इसमें दो विभाजन होने चाहिए तो इसका एक GO गेज होना चाहिए और इसका NO GO गेज नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको एक गेज बनाना होगा जो आप तय करते हैं कि यह जो भी है इस गेज को सुनिश्चित करना चाहिए कि इरेज़र या जो भी निर्माण हो रहा है वह लंबाई और चौड़ाई के मामले में एकदम सही है तो ये दो उदाहरण हैं जिन्हें आपको समझना और सराहना करनी चाहिए कि यह इंडिकेटर गेजेस कितने महत्वपूर्ण हैं डायमेंशन का पता लगाने के लिए गेज बनाना कितना मुश्किल है यह एक आसान मज़ाक नहीं है यह पता लगाने के लिए आपको कई गणनाएं करनी पड़ती हैं और दूसरी बात फिटस् और टोलरेंस है इसके साथ हम इस लिमिटस् फिटस् और टोलरेंस के अध्याय के अंत में आते हैं कृपया इन दो अभ्यासों को करने की कोशिश करें जो असाइनमेंट नहीं हैं जो आप इसे मुझे वापस जमा करें लेकिन जब आप इस परिप्रेक्ष्य से देखना शुरू करते हैं तो आप सीखेंगे और आप सराहना करेंगे मेट्रोलॉजी विषय और विशेष रूप से इस विशेष विषय की धन्यवाद